तो इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की श्रृंखला पर अगला व्याख्यान सर्विस मॉडल पर है इसलिए हम पिछले व्याख्यान में संक्षेप में विभिन्न प्रकार के सर्विस मॉडल से गुजरे हैं हमने देखा है कि 3 कोर सर्विस मॉडल हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत के बाद से लोकप्रिय हैं पहला एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर है दूसरा एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म है और तीसरा एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आइए हम इनमें से प्रत्येक क्लाउड मॉडल के विवरण के माध्यम से जानने का प्रयास करें इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि हमारे पास ये अलग अलग एप्लिकेशन हैं जिन्हें सेवा देनी है और इन एप्लिकेशन की सेवा करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर संसाधनों की सहायता के लिए प्लेटफ़ॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है इसलिए हमारे पास एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर है हमारे पास एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म है और हमारे पास एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए वर्चुअल मशीन वर्चुअल स्टोरेज और वर्चुअल ग्रिड के शीर्ष पर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए हमारे पास यह इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराई गई सतह के रूप में है और फिर हमारे पास एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें सुरक्षा पहचान एकीकरण वर्कफ़्लो एप्लिकेशन ग्रिड उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस सेवाएं डेटाबेस ग्रिड और इसी तरह शामिल हैं और फिर हमारे पास यह सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर है जो विभिन्न एप्लीकेशन के रूप में सेवा कर रहे हैं वास्तव में ये सभी सर्विस मॉडल अलग अलग एप्लिकेशन सर्व कर रहे हैं और विभिन्न ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं और फिर हमारे पास ये प्रशासनिक सेवाएं हैं जो इसके अतिरिक्त हैं तो इन प्रशासनिक सेवाओं में पैकेजिंग कॉन्फ़िगरेशन तैनाती स्केलिंग लाइफसाइकिल प्रबंधन उपयोग उपयोगकर्ता प्रबंधन आदि शामिल हैं इसलिए जब हम तुलना करते हैं कि पारंपरिक कंप्यूटिंग प्रतिमान के संबंध में ये 3 सर्विस मॉडल सेवा प्रदान करते हैं एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म और एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर हम देखते हैं कि हम कुछ चीजों का निरीक्षण करते हैं इसलिए जबकि परंपरागत रूप से एप्लिकेशन डेटा रनटाइम मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन सर्विस पेशकश स्टोरेज इन सभी चीजों की नेटवर्किंग से शुरुआत स्वयं यूजर को करनी होगी सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एप्लिकेशन डेटा रनटाइम मिडलवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मुद्दों के बारे में चिंता उपयोगकर्ता द्वारा की जाती है जबकि सेवा प्रदाता द्वारा वर्चुअलाइजेशन सर्वर स्टोरेज नेटवर्किंग का ध्यान रखा जाता है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के अंत में है एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म में जैसा कि हम एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में देख सकते हैं जहां ओएस उपयोगकर्ता के हिस्से के रूप में था यहां केवल 2 चीजों एप्लीकेशन और डेटा का ध्यान उपयोगकर्ता द्वारा रखा जाता है बाकी चीजों का ध्यान सेवा प्रदाता द्वारा रखा जाता है और सेवा के रूप सॉफ्टवेयर में सब कुछ ध्यान सेवा प्रदाता द्वारा रखा जाता है इसलिए यह सेवा के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर और पारंपरिक कंप्यूटिंग पद्धति के बीच तुलनात्मक पक्ष है इसलिए हम इनमें से प्रत्येक सर्विस मॉडल के साथ शुरू करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या है इसलिए अमेज़ॅन की परिभाषा के अनुसार एक सेवा के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसे आईएएएस के रूप में सराहा जाता है इसमें क्लाउड के लिए बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और आमतौर पर नेटवर्किंग सुविधाओं वाले कंप्यूटर तक पहुंच प्रदान करते हैं जो आभासी या समर्पित हार्डवेयर और डेटा स्टोरेज स्पेस होते हैं इसलिए हमारे पास यह कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर है जिसे विभिन्न उपयोगकर्ताओं को कुछ प्रकार के वर्चुअलाइजेशन तंत्र के माध्यम से मांग पर उपलब्ध कराया जाना है इसलिए एक सेवा के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर निम्नलिखित विशेषताओं को प्रदान करता है जिसमें कम्प्यूटेशन के लिए सर्वर होते हैं और विभिन्न मशीनों को विभिन्न वर्कस्टेशन वगैरह की तरह भी उपलब्ध कराया जाता है इसलिए सर्वर और मशीनें और हमारे पास स्टोरेज है हमारे पास नेटवर्क है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है कार्य पद्धति इस तरह है कि हमारे पास एक भौतिक सर्वर है और फिर हमारे पास यह वर्चुअलाइज्ड सर्वर है जो उपयोगकर्ता सर्वर को सॉफ्टवेयर किराए पर देते हैं और डेटा सेंटर स्पेस या नेटवर्क उपकरण क्लाउड सेवा प्रदाता संसाधन प्रबंधन प्रदान करता है और मांग पर उपयोग के लिए आउटसोर्स सेवा उपलब्ध कराई जाती है तो यह भौतिक सर्वर है यहाँ हमारे पास ऊपर हार्डवेयर है और हार्डवेयर के ऊपर हमारे पास ओएस और ऐप्सapps हैं और वर्चुअलाइज्ड सर्वर की तुलना में हमारे पास पहले की तरह हार्डवेयर हैं तो हमारे पास कुछ वर्चुअल मशीनें हैं तो इन वर्चुअल मशीनों VM 1 और VM 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन लेयर शामिल होंगे इसलिए हमारे पास हार्डवेयर मल्टीपल वर्चुअल मशीन है जो निष्पादित कर रहा है और हाइपरविजर की अवधारणा है जो मूल रूप से इसका प्रबंधन करता है हार्डवेयर परत और VM परत के बीच बैठकर दिखाता है इसलिए VM परत में मूल रूप से VMs हार्डवेयर परत वास्तविक भौतिक हार्डवेयर समाहित करता है और हाइपरविजर इन 2 के बीच किसी प्रकार की प्रबंधकीय भूमिका निभाने की तरह है तो हमें एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता क्यों है इसलिए मूल रूप से नए व्यवसायों को विन कंप्यूटिंग हार्डवेयर पर निवेश किए बिना शुरू किया जा सकता है और यह एक स्केलेबल मॉडलscalable model है जिसके द्वारा व्यवसायों को जब भी कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है तो वे भुगतान कर सकते हैं और संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं और जब भी उन्हें आवश्यकता नहीं होगी संसाधनों को बेकार न करें और उनका उपयोग बंद कर दें इसलिए फ्लिपकार्ट अमेज़ॅन इत्यादि जैसे फ़्लोटिंग कंप्यूटिंग मांगों को सर्व करने के लिए यह उपयुक्त है क्योंकि आप जानते हैं कि त्योहारों के मौसम के दौरान उन्हें अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है क्योंकि व्यवसाय में खोज के कारण स्पष्टता को आप स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आप जानते हैं लेकिन वर्ष के दूसरे समय में उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि कम्प्यूटिंग मांग में उतार चढ़ाव है और जब भी आपको उन संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है तब उनका उपयोग करें और जब आपको संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है तो उनको रिलीज़ कर दें और इसी तरह इसलिए यह नए बिज़नेस मॉडल के ट्रायल के लिए उपयुक्त है जो पूंजीगत खर्च को कम करने में मदद करता है आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधनों की स्केलेबिलिटी समस्या और एलास्टिसिटी डायनेमिक स्केलिंग को आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा के माध्यम से संभव किया जाता है जिसमें बड़ी मात्रा में संसाधन आवंटन या थोड़े समय में रिलीज़ होता है जो एक सर्विस मॉडल के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर में संभव है और स्केलिंग कम ज्यादा करते समय सिस्टम के प्रदर्शन में कोई भिन्नता नहीं होती है इस विशेष मॉडल में प्रबंधनीयता और अंतर प्रायिकता ग्राहकों का वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधनों पर कुल नियंत्रण होता है वे जो कुछ भी चाहते हैं वे उन संसाधनों के साथ कर सकते हैं जो उन्हें पेश किए जाते हैं इसलिए वे पूर्व निर्धारित कर सकते हैं वे आवंटन के लिए सुविधा को पूर्व निर्धारित कर सकते हैं या संसाधनों का वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं और इन वर्चुअलाइज्ड संसाधनों को उनके चलने की स्थिति और समग्र स्वास्थ्य के लिए मॉनिटर किया जाना है और उपयोग और बिलिंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के संसाधनों का उपयोग रिकॉर्ड करता है और तदनुसार भुगतान की उपलब्धता और विश्वसनीयता की गणना करता है तो किसी भी प्रकार की किसी भी विफलता के बिना किसी भी समय डेटा का स्टोरेज और संग्रहीत डेटा की पुनः प्राप्ति संभव हो सकती है जो भी विफलता हो इसलिए यह संभव नहीं है कि आप जानते हैं कि संसाधन मज़बूती से उपलब्ध कराए जा सकते हैं और कभी भी कहीं भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं ग्राहकों को बिना असफलता के कम्प्यूटेशनल संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए और प्रदर्शन के मामले में कम्प्यूटेशन और संचार के लिए निर्बाध सुविधा होनी चाहिए और विभिन्न ग्राहकों के बीच भौतिक संसाधनों का उच्च उपयोग अनुकूलन सर्विस मॉडल के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग के माध्यम से संभव है समानांतर प्रसंस्करण का उपयोग करके भौतिक संसाधनों के बड़े पूल के साथ उच्च कंप्यूटिंग शक्ति को सक्षम करना भी संभव है और एक्सेसिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी के मामले में वर्चुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर संसाधनों को गतिशील रूप से कॉन्फ़िगर करके भौतिक संसाधनों की तैनाती को अनुकूलित करना भी संभव है यह क्लाइंट को प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्यों को आसान बनाने के लिए सुविधा प्रदान करता है ताकि प्रबंधन एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस को नियंत्रित किया जा सके और आवंटित इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधनों की आसान प्राप्ति और दोहराव की सुविधा देता है IaaS को एक सार्वजनिक क्लाउड के रूप में एक निजी क्लाउड के रूप में प्राप्त किया जा सकता है और हाइब्रिड क्लाउड और इनमें से प्रत्येक पर हमने पहले ही IoT के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पर मूल सिद्धांतों के व्याख्यान में चर्चा की है इसलिए एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों और सीमाओं में यह भी शामिल है कि कभी कभी कुछ जगहों पर नियामक अनुमोदन होता है जो आउटसोर्सिंग आउटसोर्स स्टोरेज के उपयोग के लिए आवश्यक है क्लाउड मॉडल और नेटवर्क विलंबता के माध्यम से आउटसोर्स की गई प्रक्रिया अपेक्षित प्रदर्शन के स्तर को कम कर सकती है साथ ही उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध संसाधनों के लिए कार्य निर्धारण के स्वचालित निर्णय की आवश्यकता हो सकती है और यातायात भिन्नता से स्वतंत्र सेवा सेवाओं के निर्बाध स्केलिंग और डेवलपर्स को निम्न स्तर विवरण की प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना होगा ये एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर की इन सीमाओं में से कुछ हैं इसके बाद एक सेवा के रूप प्लेटफॉर्म आता है इसलिए यहां मैं आपके लिए परिभाषा पढ़ूंगा कि प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसी सेवा है जो संगठनों के लिए अंतर्निहित इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन की आवश्यकता को दूर करती है जो आमतौर पर एक हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम संयोजन है और आपको अपने आवेदन की तैनाती और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है इसलिए जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एप्लिकेशन डेवलपमेंट फर्मों को एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म के उपयोग के माध्यम से दृढ़ता से लाभान्वित किया जाएगा इसलिए प्लेटफ़ॉर्म एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है जो डेवलपर्स को एप्लिकेशन बनाने की अनुमति देता है जिसे इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं के रूप में पेश किया जा सकता है यह मूल रूप से उन एप्लीकेशन को बनाता है जिन्हें आप आसानी से विकसित कर सकते हैं यह एप्लिकेशन डेवलपमेंट और तैनाती को सरल बनाता है और क्लाउड जागरूक सुविधाएं प्रदान करता है एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म एक एप्लिकेशन मिडलवेयर है जिसे डेवलपर्स के लिए एक सेवा के रूप में पेश किया जाता है यह विकसित एप्लीकेशन के लिए अब्सट्रैक्शन और सुरक्षा प्रदान करता है यह अंतर्निहित इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने की जटिलता के बिना विकास और प्रबंधन एप्लीकेशन की सुविधा देता है जो ग्राहकों को इन सर्वरों और संबंधित सेवाओं को वर्चुअलाइज्ड किराए पर लेने की अनुमति देता है और तैनात किए गए एप्लिकेशन के उपयोगकर्ताओं को लोचदार स्केलिंग प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म की विभिन्न विशेषताएं हैं जिन्हें आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डेवलपर्स के विकल्प के आधार पर सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है या उपयोगकर्ता सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग संभव है डेटाबेस प्रबंधन संभव है सर्वर सॉफ्टवेयर नेट स्टोरेज को सपोर्ट करता है डिजाइन के लिए नेटवर्क एक्सेस अलग अलग उपकरण प्रदान करता है और सॉफ्टवेयर के विकास और होस्टिंग ये सभी प्लेटफ़ॉर्म की विभिन्न विशेषताओं के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं एक सेवा के रूप में काम करने वाला मॉडल इस तरह है कि यह उपयोगकर्ताओं को ऑफ़र टूल का उपयोग करके सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन बनाने की अनुमति देता है और यह प्रीकॉन्फ़िगर विशेषताएं प्रदान करता है तो क्लाइंट इसकी सदस्यता ले सकते हैं यह अबैलेबिलिटी का समर्थन करता है और क्लाइंट्स के लिए आर्किटेक्चर और एप्लीकेशन की उपलब्धता और प्रबंधन का समर्थन करता है और सेवाओं को नई सुविधाओं के साथ नियमित रूप से अपडेट किया जाता है बिज़नेस के लाभ मिडिलवेयर सेवा के संबंध में हैं जो विकास और परिनियोजन साधनों की आसान पहुंच और व्यक्तिगत रूप से विकास और परिनियोजन साधनों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और अंत में सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर है अमेज़ॅन की परिभाषा के अनुसार मैं सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर को पढ़ूंगा जो आपको एक पूर्ण उत्पाद प्रदान करती है जिसे सेवा प्रदाता द्वारा चलाया जाता है और प्रबंधित किया जाता है ज्यादातर मामलों में लोग एक सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर को उपयोगकर्ता एप्लीकेशन के लिए संदर्भित करते हैं तो SaaS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिलीवरी का एक सरलीकृत मॉडल है या इंटरनेट पर यह आमतौर पर एक थिन क्लाइंट के रूप में काम करने वाले वेब ब्राउज़र का उपयोग करता है और पूरी तरह से भुगतान का समर्थन करता है क्योंकि आप मॉडल पर जाते हैं इसमें कुछ अतिरिक्त विशेषताएं भी हैं उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर का रिमोट एक्सेस संभव है इंटरनेट जहां वेब ब्राउज़र एक थिन क्लाइंट के रूप में कार्य करता है इसमें इंटरनेट के माध्यम से व्यावसायिक सॉफ्टवेयर के उपयोग और नियंत्रण की भी सुविधा है और यह भी एक ही समय में कई लोगों को एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर के माध्यम से संभव बनाया जाता है पारंपरिक सॉफ़्टवेयर की तुलना में सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर की तुलना इस विशेष तालिका में दी गई है उदाहरण के लिए फायदे में शामिल हैं पारंपरिक सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स के संबंध में पारंपरिक रूप से सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने और एप्लिकेशन को बनाए रखने के लिए है जबकि एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर में क्लाइंट इंटरनेट पर इन सभी का उपयोग करते हैं पारंपरिक सॉफ्टवेयर समर्पित तात्कालिकता पर व्यक्तिगत संगठन पर चलता है जबकि एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर कई क्लाइंट्स पर चलता है साथ ही साथ पारंपरिक सॉफ्टवेयर में सॉरी क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट आवश्यक है जबकि एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर में इस तरह क्रॉस प्लेटफॉर्म समर्थन के लिए कोई चिंता नहीं हैपारंपरिक सॉफ्टवेयर पर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर के विभिन्न लाभ हैं स्केलेबिलिटी शेयर रिसोर्स को साझा करने रिसोर्स पूल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एप्लिकेशन कंसिस्टेंसी को अधिकतम करने के लिए है जैसे थ्रेड्स और नेटवर्क कनेक्शन मल्टी टेनेंसी यह एक महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल शिफ्ट डिज़ाइनिंग से अलग किरायेदार एप्लीकेशन को कई किरायेदार एप्लीकेशन का समर्थन करने के लिए है यह एक ही समय में कई कंपनियों के क्लाइंट्स को समायोजित करने की क्षमता रखता है और ऐसी पारदर्शिता है जो सभी उपयोगकर्ताओं के बीच इस मॉडल के उपयोग से बेहतर होती है विन्यास क्षमता के संदर्भ में यह इसे सुविधाजनक बनाने के बारे में है यह एक क्लाइंट्स के लिए आवेदन को अनुकूलित करने के लिए कई उपयोगकर्ताओं के लिए एकल सर्वर पर एकल एप्लीकेशन के समानांतर आवंटन की सुविधा देता है जबकि अन्य क्लाइंट्स के लिए भी आवेदन बदल रहा है SaaS की सीमाओं में केंद्रीकृत नियंत्रण का समर्थन करना शामिल है इसलिए यह बहुत अच्छी बात नहीं है कि यह लागत को स्विच करने वाली सीमा है इसलिए अलग अलग सॉफ्टवेयर सीमित लचीलेपन के बीच लागत को स्विच करने के बजाय स्विचिंग में तुरंत लचीलापन है और इस मॉडल में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ हैं इसलिए ये क्लाउड के 3 मुख्य मॉडल हैं एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म और एक सेवा के रूप में आर्किटेक्चर और हम इनमें से प्रत्येक मॉडल के विभिन्न लाभों और सीमाओं से गुजरे हैं और जैसा कि हम बाद में देखेंगे कि ये मॉडल स्मार्टफ़ोन एप्लीकेशन के लिए या शायद स्मार्ट शहरों के एप्लीकेशन के लिए IoT सेवाओं को सार्थक रूप से विकसित करने और तैनात करने के लिए कुछ अन्य अवधारणाओं के साथ युग्मित करना आवश्यक है